तो मैं कार्यों के बारे में थोड़ा और चर्चा करना चाहता हूं कार्य हमें निर्भरता पर कब्जा करने की भी अनुमति देते हैं एक निर्भरता क्या है निर्भरता मूल रूप से कहती है कि अगर मेरे पास कोई कार्य A है तो मैं चाहता हूं कि कार्य B को केवल A कार्य पूरा होने के बाद निष्पादित करना है डिपेंडेंसीज ' pragma omp task depend' द्वारा समर्थित होती है ठीक 'depend' क्लोज का इस्तेमाल करके सिंटेक्स क्या है तो आप कह सकते हैं dependin और चर की एक सूची निर्दिष्ट करें आप कह सकते हैं dependout चर की एक सूची निर्दिष्ट करें और dependinout और चर की एक सूची निर्दिष्ट करें 'in' 'out' और 'inout' का क्या मतलब है इसे इस तरह से सोचें ठीक 'in का अर्थ है कि मैं इस चर को इनपुट के रूप में उपयोग करने जा रहा हूं और out का अर्थ है कि मैं इस चर को लिखने जा रहा हूंमैं आउटपुट के रूप में इस चर का उत्पत्ति करने जा रहा हूं मैं इस चर के मान को अपडेट करने जा रहा हूं फ़ंक्शन को आवश्यक रूप से उस मान को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब तक आपने निर्दिष्ट किए है कि ' pragma omp task depend'ओपनएमपी इस बात का ध्यान रखेगा कि वह कुछ नियमों का पालन करे और 'inout' कहता है कि मैं इस वैरिएबल को इनपुट के साथ साथ इसके अधिकार में लेने जा रहा हूं इसे अपडेट करें आप इन का उपयोग कैसे करते हैं ठीक आइए हम एक सरल उदाहरण देखें यह एक समानांतर क्षेत्र है और इसके अंदर एक थ्रेड कुछ काम करता है और कुछ कार्यों को स्पान करने के लिए जा रहा है जो बाद में कई थ्रेड्स द्वारा संभाला जा रहा है ठीक है इस तरह से कार्य काम करता है मैं यहाँ क्या गणना करना चाहता हूँ आखिरकार मैं क्या गणना करना चाहता हूं मैं finalizef g का गणना करना चाहता हूंयही मैं गणना करना चाहता हूं तो मैं इसे कैसे निर्दिष्ट करूं अतः इसे निर्दिष्ट करने का यह तरीका है तो मेरे पास ये 3 चर x y z हैं हम कहते हैं कि x को पहले किसी चीज़ से आरंभ किया जाता है और फिर यह सब होता है ठीक फिर मैं finalizefg को कॉल करूंगा x init इसे एक कार्य के अंदर रखा जाता है जो x को आरंभ करता है तो यह निर्दिष्ट करने वाला है x आउटपुट है सही है क्योंकि यह x का मान सेट करने वाला है अब x के उस मान का उपयोग f और g द्वारा किया जाना चाहिए इसलिए 2 और कार्य बनाए गए हैं 'y f 'और 'z g 'और ये कार्य x के मान पर निर्भर करने वाले हैं इसलिए आप कहते हैं in x और यह भी कहते हैं in x और यह क्या उत्पत्ति करने जा रहा है यह उत्पत्ति करने जा रहा है y और यह उत्पत्ति करने जा रहा है z और अंत में यह कार्य इनपुट y और z के रूप में लेता है

तो इस मामले में ओपनएमपी क्या करेगा तो ओपनएमपी के नियम को समझते हैं और फिर इस उदाहरण पर वापस आते हैं तो कैसे 'in' डिपेंडेंसीजसंभाला जाता है इसलिए उत्पन्न कार्य पहले से उत्पन्न सिबलिंग कार्यों का एक आश्रित कार्य होगा जो 'out' या 'inout' क्लोज में कम से कम एक सूची आइटम का संदर्भ देते हैं तो जो कह रहा है कि यदि मेरे पास कोई कार्य है' pragma omp task' और मैं कहता हूं dependin x यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि सभी पहले से उत्पन्न सिबलिंग कार्य जो सिबलिंग कार्य हैं एक ही कार्य द्वारा बनाए गए कार्य जो भी कार्य पहले बनाए गए हैंऔर अगर यह शीर्ष स्तर पर है फिर थ्रेड छात्र तो वहाँ एक मूल कार्य की अवधारणा है इसलिए जब भी मैं कोई कार्य बनाता हूं तो मैं मूल कार्य हूं छात्रतो एक कार्य किसी के पैरंट को पता होगा ' pragma omp task wait' क्या करता है यह सभी कार्यों को पूरा करने के लिए इंतजार करता है सभी कार्यों को जो उसने लॉन्च किया है इसलिए यह धारणा है कि ये सभी कार्य हैं जो मैंने शुरू किए हैं तो उन सभी कार्यों को सिबलिंग कार्य कहा जाता है सिबलिंग का क्या मतलब है भाई बहन सही है तो वे सभी कार्य सिबलिंग कार्य हैं यह क्या कह रहा है कि यह कार्य एक आश्रित कार्य होगा यह कार्य जो भी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ मैं एक फंक्शन g को कॉल करने जा रहा हूं इसलिए यह g पहले से उत्पन्न सभी सिबलिंग टास्क के लिए एक आश्रित कार्य होने जा रहा हैमूल कार्य द्वारा इससे पहले जो भी कार्य बनाए गए हैं वह 'out' या ' inout' क्लॉज में कम से कम एक सूची आइटम का संदर्भ देता है अपनी 'out सूची में x पर निर्भर हैं और इसी तरह यदि किसी कार्य में x का 'inout' है तो यह कार्य उस कार्य का एक आश्रित कार्य होने वाला है तो अगर यह है तो हम कहते हैं f और यह u है इसका मतलब है कि 'g' को तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि f और u नहीं किया जाता है इसका मतलब है कि g f और u का एक आश्रित कार्य है यह सब कह रहा है क्यों क्योंकि यह आदमी x को लिखने की कोशिश कर रहा है और मैंने इस कार्य को शुरू करने से पहले इसे लॉन्च किया हैऔर यह कार्य कह रहा है कि x inout है और मैंने इस कार्य को पहले लॉन्च किया है तो ये दोनों कार्य x अपडेट कर रहे होंगे तो मैं इस कार्य को कैसे निष्पादित कर सकता हूं जिसे बाद में लॉन्च किया गया था और इसके लिए x इनपुट की आवश्यकता है मैं इस कार्य को तब तक अंजाम नहीं दे सकता जब तक कि उन कार्यों को पूरा नहीं किया जाता तो यह सिर्फ एक डिपेंडेंसी ग्राफ बना रहा है यही वह कर रहा है छात्र क्या हम इन कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि वे कार्य सिबलिंग हैं नहीं नहीं नहीं नहीं तो यह सिबलिंग कार्य नहीं है पहले से उत्पन्न सभी सिबलिंग कार्यों का एक आश्रित कार्य होगामैंने उन कार्यों को भी नहीं देखा है जो अभी आने वाले हैं इसलिए मैं उनके साथ किसी भी निर्भरता को परिभाषित नहीं करने जा रहा हूं तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैयहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मेरे आश्रितों को DAG डायरेक्टरेट एसाइक्लिक ग्राफ में परिणाम करना चाहिए मुझे साइक्लिक ग्राफ नहीं चाहिए यदि आप आगे की डिपेंडेंसीज को देखना शुरू करते हैं तो आप एक साइक्लिक ग्राफ के साथ समाप्त होने जा रहे हैं यह तार्किक अर्थ भी नहीं रखता है मेरा मतलब है एक प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ करने के लिए बहुत ही सहज ज्ञान है सहीलेकिन यह काफी सहज है कि अगर वे प्रोग्रामर लिखित ने पहले एक कार्य शुरू किया और बाद में एक कार्य शुरू किया और अगर उसके पास एक out था जिसे वह पहले कार्य में लिखने की कोशिश कर रहा था और कुछ वह दूसरे कार्य में उपभोग करने की कोशिश कर रहा था तो वह उस निर्भरता को चाहता थासही तो आप समानांतर में इन पर अमल नहीं करना चाहते हैं हाँ दूसरी निर्भरता क्या कहती है यह कहता है कि उत्पन्न कार्य उन सभी पहले से उत्पन्न सिबलिंग कार्यों पर निर्भर होगा जो 'in"out' या 'inout 'क्लॉज में कम से कम एक सूची आइटम का संदर्भ देते हैं यह सब कुछ के बारे में बताता हैसही तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास dependout y हैतो तो किसी भी पहले से उत्पन्न सिबलिंग कार्य यदि इसकी 'in' निर्भरता या 'out' निर्भरता या inout निर्भरता की सूची में y था 3 में से कोई भी यह उन कार्यों का एक आश्रित कार्य होगा यह सब कुछ शामिल हैसही यदि मुझे 'y या तो'in' या तो'out' या तो'inout मे दिखाई देता है तो मैं इस कार्य को तब तक निष्पादित नहीं करने जा रहा हूं जब तक कि वह कार्य पूरा न हो जाए हम कहें कि मेरे पास ये 2 कार्य हैंयह कुछ आउटपुट का उत्पत्ति कर रहा है और मैं इसे पहले कॉल करता हूं और यह x को in' के रूप में ले रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह x को लिख रहा है और यह x का मान छाप रहा हैठीक हैतो यह है एक तरह से x के मान को पढ़ना और यह है एक तरह से x के मान को लिखना तो ध्यान दें कि यदि आप इन निर्भरताओं को निर्दिष्ट करते हैंठीक तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वास्तव में उस चर को लिखना होगा और आपको वास्तव में उस चर का उपभोग करना होगा आप उस कोड को लिखते हैं जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन यह आमतौर पर वही होता है जो आप करते हैं हम कहें कि मेरे पास 'x 1' बाहर है तो क्या मुद्रित किया जाएगा 2 आप कभी भी 1 नहीं देखेंगेसही क्योंकि यह एक आश्रित कार्य है अब मैं इसे थोड़ा बदलता हूं इसलिए मुझे यह बताने दें कि यह in है और यह out' है मैं यहां ' x 2 'कहता हूं और मैं x का मान छापता हूं क्या छपेगा 'out' के लिए निर्भरता क्या है इस कार्य को निष्पादित करने से पहले x के लिए संदर्भित सभी पूर्व उत्पन्न सिबलिंग कार्यों को निष्पादित किया जाएगा सही इसलिए मैं निश्चित रूप से 'x 2' का निष्पादन करने से पहले मुद्रण करूंगा जिसका अर्थ है कि मैं हमेशा मान 1 छाप रहा हूं ठीक है अब मैं इसे 'out' मे बदलता हूं अब क्या होगा छात्र अभी भी एक अभी भी एक सही क्योंकि यह कार्य निर्भरता का कहना है कि सभी पहले होने वाले सिबलिंग यहां तक कि जब यह 'in' या 'out' या 'inout' में होता हैसही तीनों में से कोई भी मुझे निष्पादित करने से पहले वे निष्पादित किए जाएंगे और आखिरकार क्या छपेगा तो ये 2 कार्य समानांतर में निष्पादित कर सकते हैं उनमें से कोई भी पहले खत्म हो सकता है तो इस मामले में वे किस ऑर्डर पर निर्भर करते हैं आप आउटपुट 1 या 2 देख सकते हैं ठीक है आइए हम उदाहरण पर वापस जाएं अब यह बहुत मायने रखेगा तो यह क्या कह रहा है यह एक ग्राफ बना रहा है यह ग्राफ क्या है तो पहले यह 'x init ' हैतो यह कुछ 'init' है जो होने वाला है और इसमें एक out x सहीऔर फिर यह 'y f है जिसमें x in निर्भरता के रूप में हैसही तो यह 'y f 'है और इसी तरह इस 'z g' में भी x की 'in'निर्भरता है और इसमें y की 'out' निर्भरता होती है जिसका अर्थ है कि इस कार्य से पहले 'in' 'out' या 'inout' सूची में y का कोई भी स्वरूप पहले पूरा करना होगालेकिन कोई घटना नहीं है सही है इसलिए कोई अन्य निर्भरता नहीं है इसी तरह से यहाँ out z लेकिन z इससे पहले प्रदर्शित नहीं होता है इसलिए यहां कोई मुद्दा नहीं है तो अंत में यह y की निर्भरता हैउसके पास z की निर्भरता होने वाली है और फिर यह अंतिम कार्य कहता है dependin y z तो यह इन दोनों पर निर्भर करता है और फाइनलीfinalize यहाँ निष्पादित होने जा रहा है तो y और z समानांतर में निष्पादित कर सकते हैं समानांतर में कुछ और निष्पादित नहीं होता है इसी तरह से आप किसी भी डेग ले सकते हैं और आप उस के लिए निर्भरता डिजाइन कर सकते हैं तो यह है हम कहते हैं कि यह एक DAG सही है तो आप ये कैसे करते हैं तो हम कहते हैं कुछ फ़ंक्शन 'A' यहाँ 'B' यहाँ 'C' यहाँ 'D' यहाँ 'E' यहाँ हैं तो 'in' 'out' डिपेंडेंसी क्या है जिसे मुझे निर्दिष्ट करना चाहिए जिससे कि A B C समानांतर में निष्पादन कर सके D समानांतर में निष्पादन कर सकता है A के और फिर E का निष्पादन तभी होगा जब यह सारे हो चुके होंगे A के लिए मैं कह सकता हूं 'depend' छात्र आउट 'out A' ठीक है मुझे इसे एक ही चीज नहीं कहना चाहिए हाँ छोटा ' a ' हाँ B के लिए C -dependout c A के लिए dependout a B के लिए dependout b C के लिए dependout c और फिर D के लिए उदाहरण के लिए मुझे कहना है कि मैं कुछ चर को बचाने की कोशिश कर रहा था मुझे सिर्फ एक उदाहरण लेना चाहिए सहीमान लीजिए मैंने यहां कहा out a तो मुझे केवल in a यहां कहना होगा मान लीजिए यह बदलाव मैंने किया इसका परिणाम क्या होगा छात्रचौथा वक्तव्य भी पहले की प्रतीक्षा करेगा D इंतजार करेगा A के लिए यह समस्या है और यह होगा क्योंकि यदि इससे पहले ' a 'किसी कार्य के ' in 'out' या 'inout' की सूची में होता है तो वह कार्य पूरा होना चाहिए इसलिए A को D के पहले पूरा होना है जो कि नहीं है जैसा हम चाहते हैं ठीक लेकिन आप जानते हैं आप किसी भी DAG उत्पन्न कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं बस इनमें से प्रत्येक के साथ एक चर संबद्ध करें और आप इसे कर सकते हैं ठीक है in out' निर्भरताओं को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग करें छात्रक्या ओपनएमपी इन्हें नामों या चर के रूप में मानता है चर चर आप इन चर का उपयोग निर्भरता को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैंइन चर को देखकर ओपनएमपी निर्भरता की पहचान करता है आदर्श रूप में यदि आप कह रहे हैं out x तो आपका कोड x को लिखना चाहिए x आपके कोड का एक आउटपुट है सही है लेकिन आवश्यक नहीं है मेरा मतलब है यदि आप x को अपडेट नहीं करते हैं तो आप x को अपडेट नहीं करते हैं हाँ आप किसी भी का उपयोग कर सकते हैं आप किसी भी चर को घोषित कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं